नमस्कार सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने वास्तव में FANCI नामक तकनीक को देखा था जिसका उपयोग आईपी कोर में संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जहां एक ट्रोजन शायद मौजूद है अब इस वीडियो व्याख्यान में हम चिप लगाने के बाद हार्डवेयर ट्रोजन का पता लगाने की एक और तकनीक देखेंगे इसलिए जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था डिज़ाइन और IC के फैब्रिकेशन में कई पार्टियाँ शामिल हैं इसलिए कई थर्ड पार्टीज़ शामिल हैं जैसे कि हमने जो देखा है वह यह है कि अलग अलग थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं जहाँ से कंपनी वास्तव में IP कोर खरीदती है विभिन्न टूल्स अलग अलग शामिल होते हैं मानक सेल पुस्तकालयों और इतने पर और अंततः वहाँ भी निर्माण हो सकता है जो ऑफ शोर किया जाता है इसलिए जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो व्याख्यान में देखा है कि डिजाइन और निर्माण के दौरान इनमें से कई चरणों में संभावित साइटें हो सकती हैं जिनके माध्यम से हार्डवेयर ट्रोजन डाले जा सकते हैं आखिरकार जब हम निर्माण के बाद चिप को वापस लेते हैं तो पैकेज परीक्षण और दीप्लाईमेंट के दौरान यह बेहद मुश्किल है कि चिप में हार्डवेयर ट्रोजन या हार्डवेयर बैकडोर की पहचान कर सके इस वीडियो व्याख्यान में हम इस विशेष क्षेत्र को देखेंगे और उनकी कुछ तकनीकों की स्थिति को देखेंगे जिसके माध्यम से एक आईसी में एक हार्डवेयर ट्रोजन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं इन तकनीकों में से कई अभी भी अनुसंधान के एक बहुत ही प्रारंभिक चरण में हैं और जिन तकनीकों पर हम अभी भी चर्चा करेंगे उनमें हार्डवेयर ट्रोजन की पहचान करने में सफलता की बहुत कम संभावना है इसलिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग अतीत में हार्डवेयर ट्रोजन का पता लगाने के लिए किया गया है जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को स्कैन करने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को स्कैन करने जैसी तकनीक के आधार पर किया जाता है तो वास्तव में यहाँ पर जो आवश्यक है वह यह है कि चिप को डी पैकेज्ड किया जाता है पैकेजिंग को वास्तव में हटा दिया जाता है और इसे विभिन्न तकनीकों जैसे कि एसओएम और एसईएम के माध्यम से स्कैन किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि डिज़ाइन में कोई भी अतिरिक्त संशोधन इस माइक्रोस्कोपी तकनीक के माध्यम से दिखाई देता है कुछ पोस्ट फैब्रिकेशन टेस्टिंग तकनीकें भी हैं जो अतीत में प्रस्तावित की गई हैं लेकिन ये तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं हैं और हार्डवेयर ट्रोजन की पहचान करने में बहुत कुशल नहीं हैं हाल के वर्षों में एक होनहार तकनीक का उपयोग किया गया है और शोध साहित्य में सुझाव दिया गया है कि हार्डवेयर ट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए साइड चैनल तंत्र का उपयोग किया जाए इस साइड चैनल आधारित तकनीकों का लाभ यह है कि आमतौर पर नियमित परीक्षण तकनीकों की तुलना में अधिक प्रभावी होने जा रहे हैं और वे वास्तव में बहुत महंगे नहीं हैं एक विशिष्ट साइड चैनल तकनीक में जो किया जाता है वह चिप पर संचालित होता है और विभिन्न परीक्षण वैक्टर दिए जाते हैं और इस विशेष प्रक्रिया के दौरान डिवाइस द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति की वास्तव में निगरानी की जाती है इस बिजली की खपत की तुलना एक सुनहरे संदर्भ के साथ की जाती है यह माना जाता है कि यह सुनहरा संदर्भ किसी भी ट्रोजन से मुक्त है और जो उम्मीद की जाती है कि इस चिप के सुनहरे संदर्भ के लिए पावर प्रोफ़ाइल बिल्कुल उसी के समान है जैसे चिप में कोई ट्रोजन नहीं है दूसरी ओर एक ट्रोजन मौजूद होने पर चिप के पावर प्रोफाइल में थोड़ा अंतर होगा तो चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं तो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि हम वास्तव में इस विशेष पेपर का उल्लेख कर सकते हैं जो इस विशेष तकनीक के बारे में अधिक विवरण के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है जिस सर्किट को हम देखते हैं वह वर्तमान में ज्ञात क्रिप्टोग्राफ़िक साइफर का विशेष रूप से कार्यान्वयन है इसलिए यह विशेष हार्डवेयर डिज़ाइन इनपुट कुंजी के रूप में लेता है जो कि प्लेन टेक्स्ट भी है और यह वास्तव में साइफर टेक्स्ट का एक आउटपुट प्रदान करता है और एक संकेत भी दिखाता है यह कर दिया गया है तो संकेत की पावर प्रोफ़ाइल को इकट्ठा करने के लिए इस चिप के अनुरूप निर्मित आईसी को संचालित किया जाता है और चिप को विभिन्न इनपुट दिए जाते हैं ताकि प्लेन टेक्स्ट और कुंजी के इनपुट को फिर से संबंधित साइफर टेक्स्ट प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्ट किया जा सके एन्क्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान चिप द्वारा खपत की गई पावर की निगरानी एक शक्तिशाली आस्टसीलस्कप द्वारा किया जाता है इसलिए जैसा कि आप यहाँ देखते हैं यह एक विशेष इनपुट के लिए एकत्र की गई पावर प्रोफ़ाइल या पावर के निशान दिखाता है इसलिए यहाँ पर एक्स अक्ष में समय के नमूने हैं जबकि Y अक्ष में सामान्यीकृत बिजली की खपत है इसलिए हम यहां पर जो देख रहे हैं वह दो डिजाइन G और G है इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि ये दोनों सुनहरे मॉडल हैं और इस प्रकार ट्रोजन नहीं है हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि इन दोनों उपकरणों के लिए पावर प्रोफाइल बिल्कुल समान है तो यह पावर इन उपकरणों में से प्रत्येक के लिए ली गई है और एक ही इनपुट और कुंजी के लिए एक साथ प्लॉट की गई है अब अगर हम इन उपकरणों पर विचार करते हैं और इसकी तुलना एक ऐसे उपकरण से करते हैं जिसमें वास्तव में एक ट्रोजन होता है तो ट्रोजन वास्तव में यहाँ पर लागू होता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है इसलिए हम देखते हैं कि एक ट्रिगर सर्किट है जो यहाँ पर है और कुछ फ्लिप फ्लॉप भी है और अंत में अगर कोई ट्रिगर होता है तो जो कुंजी यहां मौजूद है वह साइफर टेक्स्ट के माध्यम से लीक हो सकती है अब अगर हमने चिप स्तर के विवरणों को देखा तो यह है कि ट्रोजन के साथ डिवाइस के चिप स्तर के विवरण की तरह सुनहरा संदर्भ कैसा दिखता है ध्यान दें कि यहाँ एक छोटा सा जोड़ है जो वास्तव में ट्रोजन को धारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं अब जब हम इस ट्रोजन सर्किट के पावर प्रोफाइल की तुलना करते हैं और इसकी तुलना गोल्डन सर्किट से करते हैं जो हमारे पास वास्तव में हम देखते हैं कि थोड़ा अंतर होता है इसलिए यदि हम यहाँ पर अधिक बारीकी से देखते हैं तो आप देखते हैं कि लाल प्रोफ़ाइल जो मेल खाती है ट्रोजन के साथ गोल्डन की तुलना में काफी अलग दिखता है इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह डिजाइन बी हमारे पास एक ट्रोजन है जो उनमें मौजूद है इन अलग अलग पावर प्रोफाइलों को देखने के अलावा बेहतर सांख्यिकीय तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है इसलिए उनमें से एक को डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है इसलिए हम यहां जो देख रहे हैं वह गोल्डन सर्किट के बीच वितरण है जिसमें कोई ट्रोजन नहीं है और जिस सर्किट या डिज़ाइन में ट्रोजन है इसलिए हम इन वितरणों में अंतर की निगरानी करते हैं और जो हम देखते हैं वह यह है कि ये वितरण हम विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे कि CDF और Sum of Squared अंतर जो कि पावर प्रोफाइल के बीच अंतर की पहचान करते हैं इसलिए यदि यह अंतर एक निश्चित सीमा से अधिक है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ट्रोजन मौजूद है इसलिए जबकि ये तकनीक अभी भी अनुसंधान के एक बहुत ही प्रारंभिक चरण में हैं अभी भी एक पूर्ण या फैब्रिकेटेड आईसी पर ट्रोजन का पता लगाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है धन्यवाद